अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास वोल्टेज नियंत्रित स्रोत हैं तो मेष विश्लेषण कैसे करें वह वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत या वोल्टेज नियंत्रण करंट स्रोत है अब यदि आपको याद है कि जब हमारे पास करंट नियंत्रित स्रोतों के साथ नोडल विश्लेषण था तो नियंत्रण धारा को प्रतिरोधों के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया था अब इसी तरह इस मामले में जब हमारे पास वोल्टेज नियंत्रित स्रोतों के साथ मेष विश्लेषण होता है हम कंट्रोलिंग वोल्टेज को एक रेसिस्टर के आर पार होने तक सीमित रखते हैं अब मैं फिर से जोर दूंगाऐसा नहीं है कि जब कंट्रोलिंग वोल्टेज कहीं और होमान लीजिए कि एक करंट स्रोत में आप सर्किट का विश्लेषण नहीं कर सकते आप निश्चित रूप से कर सकते हैंlहम जो करना चाहते हैं वह सहायक चरों को पेश किए बिना मेष विश्लेषण करना है यदि आपके पास करंट स्रोत पर नियंत्रण वोल्टेज है तो आपको उस वोल्टेज ड्रॉप के लिए एक सहायक चर पेश करना होगा अब हम इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं इसलिए हमने ये प्रतिबंध केवल साधारण मामलों से निपटने के लिए बनाए हैं यही कारण है कि हमने नोडल विश्लेषण में कंट्रोलिंग करंट को केवल एक रेसिस्टर के आर पार होने तक ही सीमित रखा है यदि एक प्रतिरोध के पार नियंत्रण वोल्टेज स्पष्ट रूप से इसे प्रतिरोध के माध्यम से करंट के संदर्भ में वापस किया जा सकता है तो इसे करंट नियंत्रण स्रोतों के अनुरूप माना जा सकता है इसलिए हम इस सरलीकरण का परिचय देते हैं तो मैं इस सर्किट को लेता हूं और मैंने इस वोल्टेज Vx को R 1 3 में परिभाषित किया है और दूसरे मेष में हमारे मूल सर्किट में निश्चित वोल्टेज स्रोत के बजाय मेरे पास वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत kVx है अब हम जानते हैं कि V x R 1 3 के माध्यम से धारा का R 1 3 गुना है जो कि i 1 i 3 है इसलिए इस वोल्टेज स्रोत को k R 1 3 i 1 i 3 के रूप में लिखा जा सकता है अब स्पष्ट रूप से इस वोल्टेज स्रोत को वोल्टेज V x के k गुणा के रूप में सोचने के बजाय हम इसे हमेशा k R के रूप में सोच सकते हैं 1 3 गुना कुछ करंट i 1 i 3 को नियंत्रित करता है इसलिए वोल्टेज स्रोत के लिए अभिव्यक्ति के इस पुनर्लेखन के साथ यह एक करंट नियंत्रित वोल्टेज स्रोत के अनुरूप हो जाता है जिसका हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं तो मैं आपको जो सुझाव देता हूं वह यह है कि कृपया इस सर्किट के लिए मेष विश्लेषण समीकरण लिखें जैसे मैंने कहा कि यह करंट नियंत्रित वोल्टेज स्रोत के समान है उस मामले में वापस जाएं और देखें कि हमने यह कैसे किया और तीन मेष समीकरण लिखिए क्योंकि हमारे पास कोई मौजूदा स्रोत नहीं है हम बिना किसी समस्या के 3 मेष समीकरण लिख सकते हैं अब मैं उत्तर मशीन विश्लेषण समीकरणों को नीचे रखने जा रहा हूं लेकिन कृपया अपने आप को पूरा करें और इसकी तुलना मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से करें इसलिए हमारे पास मेष विश्लेषण करने का बेहतर अभ्यास है मेरे द्वारा दिखाए गए सर्किट के लिए ये मेष समीकरण हैं अब नियंत्रण स्रोत यहां और वहां दूसरे मेष के समीकरणों में दिखाई देता है जैसा कि आप उम्मीद करते हैं क्योंकि नियंत्रण स्रोत केवल दूसरे मेष का हिस्सा है मैंने इसे R i के रूप में लिखा है अज्ञात वेक्टर स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत वेक्टर के बराबर है महत्वपूर्ण बात यह है कि यह R अब असममित है अब मैं वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत के मामले पर विचार करता हूं वोल्टेज नियंत्रित करंट सोर्स यहां है और इसे करंट के रूप में परिभाषित किया गया है G m V x और V x इस रेसिस्टर R 1 3 के पार हैं इसलिए V x को R 1 3 के माध्यम से करंट के रूप में लिखा जा सकता है जो कि i 1 i 3 R 1 3 तो इस नियंत्रित स्रोत को G m R 1 3 i 1 i 3के रूप में फिर से लिखा जा सकता है इस पुनर्कथन के साथ आप देखते हैं कि वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत या करंट नियंत्रित करंट स्रोत के बीच कोई अंतर नहीं है तो यह करंट नियंत्रित करंट स्रोत होने के समान है ऐसा इसलिए है क्योंकि कंट्रोलिंग वोल्टेज रेसिस्टर के आर पार होता है इसलिए यह रेसिस्टर के माध्यम से करंट के समानुपाती होता है तो चाहे आप इसे वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत या करंट नियंत्रित करंट स्रोत के रूप में सोचते हैं आपके पास समीकरणों का बिल्कुल वही सेट होगा इसलिए फिर से क्योंकि आपने पहले से ही करंट नियंत्रित करंट स्रोत मामले का इलाज किया है कृपया इसके लिए मेष समीकरण स्वयं लिखें और इसकी तुलना जो मैंने नीचे रखा है उससे तुलना करें तो ये मेष समीकरण हैं हमें एक सुपर मेष बनाना है क्योंकि हमारे पास एक करंट स्रोत है और हम इसके पार वोल्टेज ड्रॉप जानते हैं इसलिए यदि आप मेष 1 और 2 और मेष 3 को मिलाकर एक सुपर मेष बनाते हैं तो हमेशा की तरह व्यवसाय पहले से नहीं बदलेगा और अंत में हमारे पास वोल्टेज नियंत्रित करंट स्रोत है और यह करंट नियंत्रित वर्तमान स्रोत के अनुरूप है जिसे G m R 1 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है तो यह सब दिखाता है और फिर आप देखते हैं कि यहां प्रतिरोध मैट्रिक्स हाइब्रिड है यह पहली दो पंक्तियों पर प्रतिरोध के आयाम और तीसरी पंक्ति में आयाम रहित मात्रा के साथ दोनों मात्राएँ हैं अब मैं जाल विश्लेषण के माध्यम से थोड़ा जल्दी चला गया क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर नोडल विश्लेषण का अध्ययन किया है और आप जाल विश्लेषण के प्रत्येक मामले और नोडल विश्लेषण के कुछ विशेष मामले के बीच एक विश्लेषण कर सकते हैं तो कृपया इन पत्राचारों का भी अध्ययन करें ताकि आप नोडल विश्लेषण और जाल विश्लेषण दोनों को वास्तव में अच्छी तरह से सीख सकें